पाठ्यक्रम अभिकल्पना के परिवर्धन चरण से सम्बंधित खंड 2 इकाई 10 के अध्ययन में आपका स्वागत है पाठ्यक्रम अभिकल्पन डिजाईन हेतु हम ADDIE मॉडल का अनुसरण कर रहे है ADDIE मॉडल मैं सन्निहित है विश्लेषण चरण अभिकल्पन चरण परिवर्धन चरण कार्यान्वन चरण और मूल्याङ्कन चरण जब हम ADDIE मॉडल के तहत जिन गतिविधियों को देख रहे होते हैं वे केवल पाठ्यक्रम डिजाइन के लिए हमारी अपनी प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए हमें सुविधा प्रदान कर रहे होते हैं मॉडल यह बताता है की उस विधि के घटक क्या होने चाहिए प्रक्रम अभिकल्पन और विषयवस्तु को प्रयोग करने का तरीका पूर्णतया आपके चयन पर आधारित होता है पिछले खंड में हमने अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम के लिए डिजाइनिंग की प्रक्रिया और क्विज असाइनमेंट्स टेस्ट सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षाओं जैसे आइटम बैंको के अभिकल्पन डिजाईन और प्रबंधन को समझा हम बारम्बार यह कह रहे है कि मूल्याङ्कन वास्तव में एक महत्त्वपूर्ण कुंजी है यदि मेरा मूल्यांकन बहुत खराब है तो यह स्वतः ही सन्देश देता ही की मैं छात्रों से केवल खराब सीखने की उम्मीद कर रहा हूं यदि आपका आकलन सही तरीके से अभिकल्पित डिजाईन नहीं किया गया है तो छात्रों के कुछ भी अच्छी तरह से सीखने की संभावना नहीं है जो कि संभावित नियोक्ताओं द्वारा अपेक्षित होता है मूल्याङ्कन का अभिकल्पन डिजाईन और प्रबंधन करना बहुत आसान नहीं है पिछली इकाई में हमने आइटम बैंकों की भूमिका पर ध्यान दिया हालाँकि शुरुआत में बहुत सा काम प्राध्यापको के समूहों द्वारा किए जाने की आवश्यकता है लेकिन एक बार यह हो जाने के बाद और आइटम बैंको का उचित प्रबंधन करके गुणवत्तापूर्ण मूल्याङ्कन रखते हुए प्राध्यापक के उपर कार्यभार कम करना सम्भव है वर्तमान इकाई में हम विकास के चरण परिवर्धन चरण की ओर बढ़ते हैं यहां हम अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए विकास चरण की उप प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं यदि यह एक गैर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम है तो कुछ प्रक्रियाएं अलग होंगी हम जिन उप प्रक्रियाओं को प्रस्तुत करने जा रहे हैं वे हमारे सुझाव हैं अगर किसी को लगता है कि उन्हें या तो थोड़ा सा अलग शब्दों में व्यक्त करने या उन्हें संशोधित करने की आवश्यकता है तो उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए आपका स्वागत है लेकिन आपको विकास चरण की आवश्यकताओं को पहचानना होगा प्राथमिक रूप से विकास चरण का संबंध पाठ्यक्रम की अनुदेश सामग्री और अधिगम सामग्री के विकास से है अनुदेश सामग्री क्या है यह वह सामग्री है जो कि प्रशिक्षक पाठ्यक्रम के निर्दिष्ट परिणामों या दक्षताओं को प्राप्त करने हेतु छात्रो को सरलता से उपलब्ध करने के लिए उपयोग करता है पाठ्यक्रम के परिणामों को बड़ी संख्या में दक्षताओं में वर्णित किया गया है आप किस आधार पर विकास करते हैं निर्देशात्मक सामग्री को विश्लेषण चरण और डिजाइन चरण की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किया जाता है विश्लेषण चरण दक्षताओं और पाठ्यक्रम परिणामों की पहचान करेगा प्रतिनिधि मूल्यांकन आइटम के नमूने बनाएगा और हम एक वर्गीकरण तालिका में पाठ्यक्रम के परिणामों और दक्षताओं का पता लगाते हैं डिजाइन चरण मुख्य रूप से मूल्यांकन पर केंद्रित है हम इस निर्देशात्मक सामग्री को कैसे व्यवस्थित करते हैं यह दक्षताओं से जुड़ी निर्देशात्मक इकाइयों के अनुसार होती है विचार करें कि एक पाठ्यक्रम में लगभग 8 'पाठ्यक्रम परिणाम' होते हैं कुछ 'पाठ्यक्रम परिणामों' प्राप्त करने में 7 घंटे या 8 घंटे लग सकते हैं ऐसे मामलों में हम 'पाठ्यक्रम परिणामों' को कई दक्षताओं के अंतर्गत वृहद दायरे में रखते है जब आप पाठ्यक्रम को दक्षता योग्यता के दृष्टिकोण से गणना करते हैं तो आपके पास ये लगभग 10 से 15 तक हो सकते हैं यदि 15 दक्षताएँ हैं तो 15 निर्देशात्मक इकाइयाँ होंगी इसका मतलब है कि एक दक्षता के संबंध में एक निर्देशात्मक इकाई है एक दक्षता कभी भी 5 से अधिक कक्षा सत्र नहीं लेगी आइये हम एक ऐसी दक्षता के बारे में देखते हैं जिसमें अधिकतम 5 कक्षा सत्र लेने की सम्भावना है और निर्देशात्मक सामग्री विकसित करना है मैं कक्षा गतिविधि कैसे शुरू करूं मैं कक्षा में क्या करूं मैं प्रश्न कहां से पूछूं और मैं कक्षा में किस प्रकार का असाइनमेंट दू और कुछ इसी तरह के अन्य प्रश्न इन सभी गतिविधियों के संचालन के लिए हम निर्देश सामग्री लिखते हैं वहीं अध्ययन अधिगम सामग्री वह है जिसे शिक्षार्थी स्वयं उपयोग करते हैं यह सामग्री सामान्य रूप किताबें और इंटरनेट स्रोत से चुनी जाती है आम तौर पर शुरुआत में जब हम छात्रों के लिए पाठ्यक्रम देते हैं हम पाठ्यपुस्तकों संदर्भ पुस्तकों की पहचान करते हैं और उन्ही दिनों में हम इंटरनेट स्रोतों का संदर्भ ले एक अच्छा स्रोत इंटरनेट स्रोत की व्याख्या भी करता है इसका मतलब है कि वह इंटरनेट स्रोत किसके लिए अच्छा है या वह किन तत्वों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है यह टिप्पणी करके आप इसे छात्र के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाते हैं कभी कभी एक शिक्षक पाठ्यपुस्तक या इंटरनेट स्रोत में उपलब्ध चीज़ों से अधिक कुछ करना चाहता है ऐसे मामले में शिक्षक कुछ सामग्री तैयार करता है और अन्य स्रोतों से उपलब्ध शिक्षण सामग्री की पूर्ति भी करता है मोटे तौर पर सीखने की सामग्री या तो एक स्रोत से चुनी जाती है औरया प्रशिक्षक द्वारा तैयार की गई सामग्री द्वारा इसकी पूर्ति होती है हम मुख्य रूप से निर्देश सामग्री को देखते हैं परिवर्धनविकास का चरण हम निम्नलिखित गतिविधियों या उप प्रक्रियाए प्रस्तावित करते हैं भाषण शैली वितरण प्रौद्योगिकियां का चयन करना हम अभी अध्ययन किया निर्देशात्मक सामग्री विकसित करना शिक्षण सामग्री की पहचान चयन तैयारी करना और परिवर्धनविकास चरण के इन सभी आउटपुट का गहन मूल्यांकन किया जाना आइए डिलीवरी तकनीकों को देखें इसमें कई और संयोजन संभव हो सकते हैं कुछ भाषणशैली वितरण प्रौद्योगिकियां हैं ब्लैकबोर्ड या व्हाइट बोर्ड युक्त कक्षा या इन दिनों स्मार्ट बोर्ड युक्त कक्षा एलसीडी प्रोजेक्टर युक्त कक्षा आपके पास एक एलसीडी प्रोजेक्टर के साथ एक ब्लैकबोर्ड या एक व्हाइट बोर्ड हो सकता है जैसे जैसे हम पीछे जाते हैं पहले की प्रौद्योगिकियां भी उपलब्ध होती हैं इसका मतलब है अगर मेरे पास एलसीडी प्रोजेक्टर युक्त एक कक्षा है तो सामान्यतया आपके पास ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड होता ही है एलसीडी प्रोजेक्टर युक्त इलेक्ट्रॉनिक कक्षा तो लैपटॉपस्मार्ट फोन वाले छात्र लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉनिक क्लासरूम या आपके पास और भी संयोजन हो सकते हैं जहां आप जो कुछ भी करते हैं उसे आप वीडियो के रूप में रिकॉर्ड कर सकते हैं और छात्र उसके लिए बाद में प्रयोग कर देख सकते हैं लेकिन ये ऐसी प्रौद्योगिकियां हैं जिन्हें कई स्थानों पर कार्यान्वयन हेतु तत्पर माना जा सकता है निर्देशों और निर्देशात्मक सामग्री जो आप तैयार करते है में विकल्प का चयन करना और भाषणशैली वितरण प्रोद्योगिकी का प्रयोग का गहरा प्रभाव पड़ता है काफी हद तक आज भी 80 प्रतिशत से अधिक शिक्षकफैकल्टी आज भी ब्लैकबोर्ड का उपयोग कर रहे हैं बोलते समय ब्लैकबोर्ड पर लिखें शिक्षक ने उस सामग्री को अपने लिए तैयार किया होगा विभिन्न स्थानों पर लिखी गई कुछ अतिरिक्त टिप्पणियाँ समावेशित करते हुए कभी कभी शिक्षक विषय को नए स्वरुप में प्रस्तुत करते है इसका मतलब है छात्रों के साथ चर्चा के आधार पर वे उस सामग्री से थोड़ा विचलित होना चाह सकते हैं जो उनके पास पहले से तैयार है तब फिर उस बिंदु से प्रारंभ करें और अन्वेषण करें कुछ शिक्षक हैं जो कोई नोट्स नहीं लेते हैं और वे उस विषय की विषयवस्तु से भलीभांति परिचित होते है परिस्थितियों के आधार पर वे आगे बढते जाते है और हर बार एक अलग रास्ता अपनाएंगे मुझे लगता है कि ऐसा करने में बहुत कम प्रतिशत शिक्षक ही सहज महसूस करते है यह किसी व्यक्ति विशेष का चयन हो सकता है कि आप भाषणशैली वितरण डिलीवरी प्रोद्योगिकी का चयन करते हैं जो की निर्देश को बहुत प्रभावित करेगा आईसीटी उपकरण जो अब उपलब्ध हैं कई संभावनाएं खोलते हैं शिक्षक को इंटरनेट पर उपलब्ध चीजों का पता लगाना और उनसे उधार लेनेप्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए और देखना चाहिए कि उनके पाठ्यक्रम से संबंधित किस प्रकार के संसाधनोंउपकरणों का उपयोग किया जा सकता है यह शिक्षक को छात्रों के लिए निर्मित शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने में सक्षम बनाता है इसका मतलब है कि शिक्षक इन्टरनेट पर खोज कर सकते हैं कभी कभी आपके पास ई किताबें होती हैं जो कुछ कीमत पर उपलब्ध होती हैं और वे इन दिनों पुस्तक के खंड भी ले सकते हैं और सामग्री को शिक्षक अपने तरीके से एकीकृत कर छात्रों को उपलब्ध करा सकते हैं शिक्षक की मोहरखास पहचान उसके द्वारा निर्मित अधिगमशिक्षण सामग्री से होती है इन प्रौद्योगिकियों के सन्दर्भ में कहे तो उनके कई फायदे हैं लेकिन निर्देशो को प्रौद्योगिकी के अनुरूप समायोजित किया जाता है इसका मतलब है कि शिक्षक को कक्षा में छात्रों के साथ बातचीत के अपने तरीकों को उस तकनीक के आधार पर बदलना होगा जिसका वह उपयोग कर रहारही होता है अन्यथा शिक्षक को इन प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ नहीं मिलेंगे यही वह बात है जो कि वितरण प्रौद्योगिकियों के संबंध में याद रखना पड़ता है आइए हम प्रत्येक तकनीक ब्लैकबोर्ड या व्हाइट बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड को देखें यह तकनीक सबसे पुरानी और प्रचलित है ब्लैक बोर्ड तकनीक आप कह सकते हैं 150 160 वर्षो से अधिक वर्षों से पुरानी हो सकती है या उससे अधिक पुरानी 19वीं या 18वीं शताब्दी की हो सकती है इसका प्रमुख लाभ यह है कि इसमें शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण की गति और क्रम प्रेषित की गयी नई जानकारी से तालमेल बिठा लेता है जब शिक्षक बोर्ड पर लिख रहे हों तो छात्र के पास अनुसरण करने समझने और अंतर्ग्राहित करने के लिए पर्याप्त समय होता है यह भी आम बात यह है कि जब भी शिक्षक बोर्ड पर लिखता है तो छात्र भी अपने कक्षा कार्य क्लास नोट्स लिखता है हालांकि वह सामग्री पाठ्य पुस्तक सामग्री के समान हो सकती है जो की शिक्षक ने बोर्ड पर लिखी है लेकिन फिर भी वे एक विशेष गति से सुन रहे होते हैं और अपने हाथों से लिख रहे होते हैं यहाँ कुछ तुल्यकालन संभव है और यही सबसे बड़ा लाभ है लेकिन फिर इसकी कई अन्य सीमाएँ भी हैं उदाहरण के लिए एक जटिल आकृति बनाने के लिए हो सकता है कि कुछ शिक्षक सदस्यों के पास अच्छा चित्रांकन ड्राइंग कौशल हो वे ऐसा करने में सक्षम हों लेकिन कुल मिलाकर या तो कक्षा में बहुत अधिक समय लगेगा या वे चित्र संतोषजनक ढंग से तैयार नहीं हो सकते हैं इस प्रक्रिया में आपको कई त्रुटियां आ सकती हैं और छात्र के साथ वे त्रुटियां बनी रहेंगी इसका मतलब है कि जब जटिल आरेखों और किसी प्रकार के क्रॉस अनुभागीय आंकड़ों के बारे में बताया जा रहा हो तो गलत संचारसन्देश होने की संभावना रहेगी परंतु ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड उन पाठ्यक्रमों के लिए उपयुक्त है जो प्रमुख रूप से गणितीय हैं इसका मतलब है जब आपको बोर्ड पर कई जटिल समीकरण लिखने होते हैं तो कोई दूसरी विधि इतनी सुविधाजनक नहीं होती जब वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव पाठ्यक्रमों की बात आती है तो ब्लैकबोर्ड विधि विशेष रूप से उपयुक्त नहीं है वर्णनात्मक पाठ्यक्रमों में केवल एक चीज की जा सकती है कि शिक्षक बोर्ड पर कुछ प्रमुख वाक्यांश लिख सकता है फिर छात्र को विवरण भरना शुरू करना होगा समस्या यह है कि जब छात्र अपने स्वयं के अवलोकन लिख रहा है तो वे शिक्षक द्वारा प्रस्तुत की जा रही बातों के साथ तालमेल न बिठा पाए इसलिए ब्लैकबोर्ड निश्चित रूप से गणित के पाठ्यक्रमों के लिए सुविधाजनक है इसका लाभ है हम इसे बहुत लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं किसी को भी इस पर आपत्ति नहीं होगी लेकिन विशेष रूप से इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के संबंध में इसकी कई सीमाएँ हैं जहाँ जटिल समय आरेख जटिल ब्लॉक आरेख तैयार करने होंगे स्मार्ट बोर्ड अन्य विविधता के साथ यह शिक्षक को बोर्ड में प्रस्तुत सामग्री को एक छवि के रूप में अधिग्रहित कैप्चर करने में सक्षम बनाता है और इन दिनों आप बोर्ड पर जो कुछ भी लिखते हैं उसे एक छवि के रूप में अधिग्रहित किया जा सकता है और ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से छात्रों को उपलब्ध भी कराया जा सकता है

जब सामग्री को एक सफेद बोर्ड पर स्लाइड के रूप में पेश किया जाता है - शिक्षक लेक्चर देतेबोलते समय उस सामग्री को चिन्हित हाइलाइट करके या अतिरिक्त कथन जोड़कर एक छोटा आरेख जोड़कर रेखांकित कर और इसी तरह अन्य कुछ कर सकता है पूरी स्लाइड और अतिरिक्त लिखित टिप्पणियों को एक छवि में अधिग्रहित कैप्चर किया जा सकता है और उन्हें छात्रों को उपलब्ध कराया जा सकता है छात्र उसे कक्षा में आयोजित किए जाने वाले रूप में प्रयोग कर सकता है देख सकता है जब स्मार्ट बोर्ड आए तो उसके आसपास बहुत प्रचार था बहुत से लोगों ने इसे खरीदा जबकि इसे कुछ स्थानों पर अपनाया जाता है इसका उपयोग वास्तव में उतना लोकप्रिय नहीं हुआ है एलसीडी प्रोजेक्टर के साथ कक्षा माना कि एक ब्लैकबोर्ड या एक व्हाइटबोर्ड है जिसे शिक्षक प्रयोग कर सकता है सबसे पहले यह शिक्षक को जानकारी को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है एक बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया और उसे जटिल चित्रों को आसानी से दिखाने की अनुमति देता है यह एलसीडी प्रोजेक्टर का महत्वपूर्ण लाभ है पहले ओवरहेड प्रोजेक्टर होते थे स्लाइड तैयार करना बहुत जटिल और महंगी प्रक्रिया था और फिर अगर स्लाइड में कोई बदलाव करना है तो स्लाइड को अलग करना पड़ता था और नई स्लाइड तैयार करनी पड़ती थी लेकिन वह युग चला गया है एलसीडी प्रोजेक्टर के साथ यदि आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई परिवर्तन करना चाहते हैं आप स्लाइड्स में बदलाव कर सकते हैं महत्वपूर्ण लाभ यह है कि आप जटिल जानकारी को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत कर सकते हैं इसके अलावा प्रस्तुतीकरण में किसी भी प्रकार के स्थिर चित्र एनिमेशन्स सिमुलेशन्स सभी को शामिल किया जा सकता है आमतौर पर जब आप स्लाइड पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो आप अपने लैपटॉप या पीसी का उपयोग कर सामग्री प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं जैसा कि आपके पास लैपटॉप है आप सिमुलेशन्स गतिशील तरीके से कर सकते है इसका मतलब है कि मैं पैरामीटर बदल सकता हूँ और अनुकरण कर सकता हूं और दिखा सकते है कि सिस्टम में क्या होता है स्लाइड्स को सीधे या एक दस्तावेज़ या एक पीडीएफ प्रारूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और छात्रों के साथ साझा किया जा सकता है यहीं से सीमाएं आती हैं जिस गति से जानकारी दी जाती है वह छात्रों को मानसिक रूप से ध्यान भंगभटकाव ड्रॉप आउट कर सकती है किसी कारण से आपके छात्र द्वारा अधिग्रहित कैप्चर किए जाने की तुलना में थोड़ा तेज़ होने की संभावना है यदि जो प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है छात्र उसके गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता है और वह मानसिक रूप से बाहर हो जाता है आप कह सकते हैं कि यह एक व्हाइटबोर्ड के साथ भी होता है लेकिन जब जानकारी पहले से ही तैयार और प्रक्षेपित होती है तो शिक्षक की ओर से इस सामग्री को आमतौर पर बहुत तेजी से पढ़ने की प्रवृत्ति होती है छात्र जिस गति का अनुसरण कर रहे हैं उस गति से वितरित करने के लिए थोड़े से अभ्यास के माध्यम से इस मुद्दे को आसानी से दूर किया जा सकता है एक और मुद्दा यह है कि बहुत से लोगों में स्लाइड को काफी जानकारी से भर देने की प्रवृत्ति होती है यानी एक स्लाइड में बहुत सारी सामग्री लिखना प्रशिक्षक स्क्रीन को देख सकता है और केवल सामग्री को पढ़ना जारी रख सकता है छात्रों के सामने देखता भी नहीं जो छात्रों को हताश डी मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रौद्योगिकी के कई फायदे हैं कुछ कठिनाई के साथ कोई भी गणितीय विषयों को प्रस्तुत करने के लिए इसे अपना सकता है स्लाइड में कुछ प्रकार के एनिमेशन बनाना संभव है ताकि सामग्री को एक दिलचस्प क्रम में प्रस्तुत किया जा सके और पर्याप्त धीमा रखा जा सकता है ताकि छात्र पथानुसरण कर सके लेकिन अधिक लिखित स्लाइड निश्चित रूप से छात्रों को विचलितहताश कर सकती हैं ऐसा तब होता है जब आप किसी सेमिनार या प्रेजेंटेशन में जाते हैं जहां स्लाइड्स में अत्यधिक सामग्री जानकारियां होती है सामग्री का पथानुसरण रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है एक पायदान ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कक्षा है इलेक्ट्रॉनिक कक्षा छात्रों के साथ सामग्री के जुड़ाव को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है इलेक्ट्रॉनिक कक्षा क्या है इसमें एक एलसीडी प्रोजेक्टर होगा जो या तो वाई फाई के माध्यम या अन्य माध्यम से इंटरनेट से जुड़ा होगा शिक्षक स्वयं के लैपटॉप का उपयोग करता है और छात्रों के पास या तो लैपटॉप स्मार्ट फ़ोन टैबलेट होता है एक प्रमुख चीज जो आती है जो ब्लैकबोर्ड वाले तरीके में नहीं हो सकती है कि शिक्षक एक प्रश्न पूछें और सभी विद्यार्थियों से प्रत्युत्तर जाने छात्रों की प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करें और यदि कोई अजीब प्रतिक्रिया है कुछ लोग स्पष्ट रूप से विषय नहीं समझ पाते हैं शिक्षक प्रतिक्रिया को इंगित करे और चर्चा कर सकता है कि ऐसा क्यों है प्रश्न पूछे जा सकते हैं और सभी छात्रों को जवाब देने के लिए कहा जा सकता है जो कि सामान्य रूप से कक्षा में नहीं हो सकता क्योंकि केवल 2 या 3 ही प्रत्युत्तर देंगे आप विद्यार्थियों से समस्या का अनुकरण करवा सकते हैं और सिस्टम के व्यवहार का पता विभिन्न घटकों पैरामीटर के आधार पर लगा सकते हैं सभी शाखाओं में कई इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के संबंध में जहां आप थोड़ा जटिल सिस्टम के व्यवहार का अनुकरण करना चाहते हैं और देखते रहें कि तब क्या होता है जब एक घटक पैरामीटर बदला जाता है और निर्गत आउटपुट कैसे बदलता है यह किसी भी गतिशील प्रणाली के व्यवहार को सीखने के सर्वोत्तम तरीके में से एक है इन सभी के लिए शिक्षकों की ओर से भी काफी योजना बनाने और काम करने की आवश्यकता होगी साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके द्वारा कक्षा लेते समय कोई तकनीकी गड़बड़ियां न हों अगर कुछ प्रतिक्रिया नहीं देता है जैसे कि यदि कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है अचानक वह टूट जाता है या आपको प्रोजेक्टर से अपने लैपटॉप कनेक्शन में कोई समस्या है इनमे से कोई भी तकनीकी गड़बड़ियों से इलेक्ट्रॉनिक कक्षा की प्रभावशीलता नष्ट हो सकती है इस मुद्दे को दूर करने के लिए शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि वह इलेक्ट्रॉनिक कक्षा का उपयोग कर रहा है तो शुरू करने से पहले कक्षा में सब कुछ काम करने की स्थिति में हो इलेक्ट्रॉनिक कक्षा में एक शिक्षण प्रबंधन प्रणाली जोड़ें यहां तक कि एक अकादमिक प्रबंधन प्रणाली को भी जोड़ा जा सकता है उदाहरण के लिए एलएमएस के लिए आपके पास जाना माना एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर MOODLE हैं बहुत से लोगों ने MOODLE का उपयोग करना शुरू कर दिया है और विभिन्न उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे है MOODLE मुख्यतः शिक्षक को कई गतिविधियाँ निर्मित करने देता है जो विद्यार्थियों को बिना अधिक समय गँवाए संलग्नव्यस्त रखता है लेकिन यह जरूरी है जाहिर है बहुत सारी योजनाएँ बनाना पड़ती है उदाहरण के लिए आप एक प्रश्नोत्तरी आयोजित कर सकते हैं एलएमएस का उपयोग करके प्रश्नोत्तरी खुद को व्यवस्थित और संचालित कर सकता है और प्रतिक्रियाएं शीघ्रता से एकत्र की जा सकती हैं एक प्रश्नोत्तरी आयोजित करने के बाद आप तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं यह हर किसी को ज्ञान से जोड़ने का एक अद्भुत तंत्र है आप सभी छात्रों से प्रतिक्रिया दिलवा सकते हैं और यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो एलएमएस भी आसानी से पहचान लेगा एलएमएस का उपयोग करने से शिक्षक को प्रश्नोत्तरी आयोजित करने और प्रतिक्रिया देने में काफी सुविधा होगी प्रश्नोत्तरी आयोजित करने की प्रक्रिया ही सभी छात्रों को भाग लेने और ज्ञान के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी एलएमएस शिक्षकों को अत्यधिक प्रयास के बिना छात्रों के प्रदर्शन पर नज़र रखने में भी सक्षम करेगा क्योंकि इसमें सारी जानकारी हर समय उपलब्ध है किसी भी समय वे इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस छात्र ने असाइनमेंट के संबंध में क्या किया है उसे क्या कठिनाई है आदि एक बार प्राध्यापक शिक्षक को इसका उपयोग करने की आदत हो जाने पर सब कुछ जल्दी से प्राप्त किया जा सकता है वह छात्रों के प्रदर्शन पर नज़र रख सकता है इन दिनों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एलएमएस शिक्षक को एनबीए या एनएएसी द्वारा आवश्यकतानुसार दस्तावेज नई प्रक्रियाएं बनाने में सक्षम बनाता है सामग्री को सभी प्रकार के प्रारूपों में रखने और गणना करने सभी प्रकार की चीजों की को शिक्षक लिपिक गतिविधि के रूप में मानते हैं जो उनका बहुत समय ले रहा है यदि एलएमएस या एएमएस AMS अकादमिक प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किया जाए तो वह सारा समय बचाया जा सकता है हमने विभिन्न वितरण डिलीवरी प्रोद्योगिकिओं को देखा और वितरण डिलीवरी प्रोद्योगिकिओं का चयन करना चाहिए और उसके बाद ही वे अपनी निर्देश सामग्री तैयार कर सकते हैं जब अन्य प्रोद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है तो साधारण नोट्स और ब्लैकबोर्ड पर लिखी जाने वाली सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए निर्देश प्रकार निर्देश सामग्री का विकास भी निर्देश प्रकार के चयन पर निर्भर करेगा निर्देश प्रकार क्या है आइए हम इसके चार लोकप्रिय उदाहरण देखे कक्षा में आमने सामने निर्देश जिससे सभी लोग परिचित हैं इसका मतलब है आप शारीरिक रूप से एक कक्षा में जाते हैं जिसमें कुछ सुविधाएं हैं और छात्र और शिक्षक आमने सामने हैं मिश्रित शिक्षा उत्क्षेपण क्लासरूम और ऑनलाइन पाठ्यक्रम ऑनलाइन पाठ्यक्रम का अगला संस्करण एक एमओओसी है यह एक प्रकार का निर्देश है जिसमें हम अभी है और आप शामिल हो रहे हैं आमने सामने निर्देश सबसे लोकप्रिय प्रकार है यह किसी भी वितरण प्रोद्योगिकी का उपयोग कर सकता है कक्षा में सीखने की सभी गतिविधियों में शिक्षक छात्र का पारस्परिक व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभता है यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की भूमिकाएं निभा सकता है यह छात्रों के साथ बातचीत करने की शिक्षक की क्षमता पर निर्भर करता है कक्षा में छात्र एकत्रित हो रहे हैं और वे कक्षा में आने से पहले एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं और कक्षा के बाद सीखने वाले समुदाय स्वाभाविक रूप से और अधिक कुशलता से बनाया जा सकता है समूह बनेंगे और चर्चा करना शुरू करेंगे कि कक्षा में क्या हुआ है उनके अनुभव क्या थे वे एक दूसरे से प्रश्न पूछेंगे और आमतौर पर 4 6 के समूह आसानी से बनते प्रतीत होते हैं जो एक बहुत ही अच्छी बात है शिक्षक और छात्र दोनों अब भी शिक्षानिर्देशों को केवल इसी प्रकार से जोड़ते हैं यदि यह आमने सामने नहीं है तो छात्र और शिक्षक दोनों अचानक महसूस कर सकते हैं कि सब कुछ सही नहीं है इसमें से कोई विचलन आसानी से स्वीकार्य नहीं है यदि आप किसी अन्य प्रकार के निर्देश का उपयोग करना चाहते हैं तो एक विशिष्ट बाधा है जिसे आपको पार करना होगा और आप उस बाधा को तभी पार कर सकते हैं जब आप वास्तव में आमने सामने निर्देश पर अलग अलग फायदे दिखा सकते हैं और यहीं पर बहुत सारे प्रारंभिक कार्य की आवश्यकता होती है मिश्रित शिक्षा पारंपरिक स्थान आधारित कक्षा को बहुत सारे ऑनलाइन अवसरों और सामग्रियों से ऑनलाइन परस्परक्रिया हेतु जोड़ती है यानी आमने सामने जहां छात्र एक कक्षा में जाते हैं और एक शिक्षक वहाँ बहुत सारी ऑनलाइन सामग्री और अवसर ऑनलाइन परस्परक्रिया हेतु लेकर आता है जहां आप कक्षा में जा रहे हैं वहां छात्र और शिक्षक अभी भी सहज महसूस करते हैं क्योंकि आप ईंट और गारा से बने स्कूलों का उपयोग कर रहे हैं यह कुछ ऐसा है जिसके वो अभ्यस्त है लेकिन मिश्रित शिक्षा आपके द्वारा कक्षा में परस्परक्रिया में व्यतीत करने में लगने वाले घंटों की संख्या को कम कर देती है आमने सामने के सत्र कुछ कम हो गए हैं उदाहरण के लिए यदि आपके पास चार व्याख्यान घंटे प्रति सप्ताह है शुरूआत में मैं व्याख्यान घंटो की संख्या को 2 घंटे तक कम कर सकता हूं शेष दो अवधियों में छात्रों को अपनी पढ़ाई और गृहकार्य ऑनलाइन करना होगा बेशक इसके लिए छात्रों को पहल करनी होगी और उन्हें कक्षा में आने से पहले सामग्री पढ़नी होगी कभी कभी शिक्षक कक्षा में कुछ अलग अवधारणाएं भी समझा सकते हैं लेकिन बहुत सारे काम ऑनलाइन करने होंगे यह पाया गया कि पूर्णकालिक ऑनलाइन में या पूर्णकालिक आमने सामने सीखने की तुलना में मिश्रित शिक्षा से छात्रों के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है इसका मतलब है कि पूर्णरूपेण ऑनलाइन शिक्षा पद्धति की कुछ सीमाएँ हैं जैसा कि हम देखेंगे और पूरी तरह से आमने सामने सीखने के अनुभवों की अपनी सीमाएँ होती हैं बहुत सारे व्यवहारिक जमीनी अनुसंधानो के माध्यम से मिश्रित शिक्षा के अंतर्गत निर्देशो को स्थापित किया गया है और उसके माध्यम से ऐसा लगता है कि छात्र बेहतर सीख रहे हैं उत्क्षेपण कक्षा मिश्रित शिक्षा का एक संशोधित संस्करण है इसका मतलब है कि आप अनिवार्य रूप से फ्लिप करते हैं आप आमतौर पर कक्षा में कुछ समझाने के लिए कक्षा में क्या करते हैं और छात्रों से कक्षा के बाहर कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं जिसे आपस में बदल दिया जाता है इन दिनों सामग्री आसानी से ऑनलाइन वितरित की जा सकती है और सभी छात्रों अपने इंटरनेट उपकरणों के माध्यम से सीखने की सामग्री प्राप्त कर सकते है और उनसे कक्षा के बाहर सामग्री का अध्ययन करने की अपेक्षा की जाती है वे वीडियो देख सकते हैं वे सामग्री पढ़ सकते हैं या वे शिक्षक द्वारा तैयार की गई स्लाइड्स को देख सकते हैं जिसे आमतौर पर गृहकार्य माना जाता है उसे कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाता है इसका मतलब है कि कक्षा का उपयोग विशेष रूप से चर्चा और संभवतः कुछ समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है वह है फ़्लिप्ड क्लासरूम और एक बार फिर इसकी प्रभावशीलता बहुत सारी योजना बनाने वाले शिक्षक और भाग लेने के इच्छुक छात्रों पर निर्भर करेगी यह पाया गया है कि कुछ छात्रों को बचपन से ही आमने सामने की शिक्षा के आदी होने के कारण इससे कोई विचलन आसानी से स्वीकार्य नहीं होता है इसलिए छात्र इसके सभी लाभों के बावजूद शिकायत कर सकते हैं ऑनलाइन पाठ्यक्रम सभी शिक्षण और सीखने की गतिविधियाँ और मूल्यांकन शिक्षकों और छात्रों के बीच आमने सामने की बातचीत के बिना ऑनलाइन किए जाते हैं कोई सीधा संवाद नहीं है बातचीत वीडियो सत्रों के माध्यम से होती है जैसे कि हम अभी कर रहे हैं छात्र अपनी गति से सीख सकते हैं कि यानी वे किसी विशेष वीडियो को जितनी बार चाहें उतनी बार अपने स्थान पर या अपनी एक गति से देख सकते हैं कई विश्वविद्यालयों में जब वे ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं तो पाठ्यक्रम एक संस्थान के पंजीकृत छात्रों तक ही सीमित होते हैं जबकि जो पाठ्यक्रम हम एनपीटीईएल के तहत दुनिया में या देश में कहीं भी पेश कर रहे हैं कोई भी कही से भी पाठ्यक्रम का प्रयोग कर सकते हैं एकमात्र मुद्दा यह है कि जब यह संख्या बड़ी होने लगती है तो शिक्षण सहायकों के माध्यम से किसी प्रकार के अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता होती है यदि छात्र कुछ प्रश्न उठा रहे हैं और यदि वे कई हैं तो शिक्षको के लिए इनसे इतनी बड़ी संख्या में बातचीत करना परस्परक्रिया करना मुश्किल होगा उस स्थिति में आपको आवश्यक शिक्षण सहायक के सहयोग की आवश्यकता होगी जो कि एनपीटीईएल करता है संक्षेप में वितरण प्रौद्योगिकी की पसंद और चुने गए निर्देश के प्रकार निर्देश डिजाइन को प्रभावित करेगा जो अगली इकाई के लिए विषय होगा अगली इकाई में हम निर्देशात्मक डिजाइन की आवश्यकता और निर्देश सामग्री और शिक्षण सामग्री के विकासनिर्माण पर इसके चयन के प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे